अब्सोल्युट एड्रेसिंग मोड अब्सोल्युट जंप निर्देश में पते को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है रिलेटिव एड्रेसिंग के साथ समस्या यह है कि यह जम्प पता वर्तमान स्थान से 256 बाइट्स के भीतर होना चाहिए तो यह हमेशा संभव नहीं हो सकता है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक छोटे रिलेटिव जंप ले सकते हैं और वहां से हमें लॉन्ग जंप लगानी पड़ सकती है तो यह अब्सोल्युट एड्रेसिंग के माध्यम से है इसलिए आप हमेशा अब्सोल्युट एड्रेसिंग के उपयोग से इनकार नहीं कर सकते तो 8051 में अब्सोल्युट जंप अनुदेश के मामले में हमें अलग संस्करण 1 मिला है इसलिए 1 संस्करण आजमप अनुदेश है तो यह आजमप एक अब्सोल्युट जंप है लेकिन यहां यह वर्तमान मेमोरी ब्लॉक से 2 किलोबाइट तक सीमित है इसलिए आप 2 किलोबाइट से आगे नहीं जा सकते इसीलिए उपयोग की जाने वाली एड्रेस लाइन A0 से A7 और A8 से A10 तक है तो कुल 11 बिट ऑफ़सेट रखने के लिए समर्पित हैं और 11 बिट्स से आप कुल संख्या की सीमा की गणना कर सकते हैं जो कि 2 किलोबाइट है इसलिए परिणामस्वरूप यह 2 किलोबाइट से अधिक नहीं हो सकता है तो हमारे पास यह आजमप नेक्स्ट निर्देश हो सकता है तो यह निर्देश 0705 पर समाप्त होता है तो अगला निर्देश पता 0706 पर है तो वास्तव में इन बिट्स मिश्रित हैं इसलिए आप वास्तव में बहुत आसानी से अंतर नहीं कर सकते हैं आपको इसे वितरित करना होगा और उसके बाद ही यह आएगा तो यह 07 नहीं है इसलिए यह इस आधार पर होगा कि यदि आप कोड को देखते हैं तो यह इस तरह होगा तो यहाँ इस 0 7 0 6 को सीधे इन बिट्स और इन बिट्स में वितरित किया जाता है तो यह वास्तव में इस जंप अनुदेश का दूसरा संस्करण है जो लजमप है लजमप लंबी jump है इसलिए यहां हमारे पास प्रतिबंध नहीं है इसलिए सजमप निर्देश में हमारे पास केवल 11 बिट्स A0 से A10 तक की ऑफ़सेट थी लेकिन इस लजमप इंस्ट्रक्शन ऑफ़सेट में कुल 16 बिट्स हैं तो आप अपने पास मौजूद कुल 64 k पता स्थान का उपयोग कर सकते हैं तो सीमा बहुत अधिक है अर्थात् सभी 0000 से FFFFh इसलिए जब हम लजमप नेक्स्ट की तरह कह रहे हैं मान की गणना की जाएगी जैसे अगला पता 0707 है और ऑप कोड 02 है और फिर जो भी पता होगा वह यहाँ आ जाएगा तो इस तरह इस long पते की गणना की जाएगी तो हमें जंप इंस्ट्रक्शन के ये 3 वेरिएंट मिले हैं हमें सजमप के रूप में रिलेटिव जंप s मिला है हमें यह अब्सोल्युट जंप निर्देश आजमप द्वारा निर्दिष्ट मिला है और यह अब्सोल्युट जंप निर्देश 2 बाइट निर्देश है और एक रिलेटिव जंप निर्देश भी 2 बाइट निर्देश है लेकिन यह लजमप अनुदेश 3 है बाइट निर्देश तो इस तरह से यह लजमप क्षेत्र की आवश्यकता के संदर्भ में थोड़ा महंगा है और जब इस माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग किया जा रहा है तो आप जानते हैं कि यह मेमोरी स्पेस दुर्लभ है इसलिए हम अधिक से अधिक मेमोरी बचाना चाहेंगे कोड भाग में यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि हमें लजमप का उपयोग नहीं करना चाहिए तो हमें अपने आप को आजमप निर्देश तक सीमित करना चाहिए क्योंकि इसमें एक बाइट कम की आवश्यकता होगी अन्यथा कोई अंतर नहीं है अगली महत्वपूर्ण अवधारणा जो हमारे पास है वह स्टैक है तो स्टैक मेमोरी का एक हिस्सा है और स्टैक पॉइंटर स्टैक के शीर्ष पर इंगित करता है तो हमारे पास 2 ऑपरेशन पुश और पॉप हो सकते हैं लेकिन पुश ऑपरेशन अगले को धक्का देगा जो भी मूल्य हम स्टैक पॉइंटर द्वारा इंगित किए गए स्थान में स्टैक में डालना चाहते हैं और पॉप स्टैक के शीर्ष से मूल्य निकाल लेगा और उस स्थान पर पहुंच जाएगा जो हम चाहते हैं तो स्टैक ओरिएंटेड डेटा ट्रांसफर के लिए एक ऑपरेंड को निर्दिष्ट किया जा सकता है इसलिए हमें केवल उस मूल्य को बताना होगा जिसे हम पुश या पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं और स्टैक पॉइंटर अन्य ऑपरेंड है क्योंकि मेमोरी एक्सेस केवल स्टैक पॉइंटर के संदर्भ में होगी इसलिए केवल डायरेक्ट एड्रेसिंग का उपयोग किया जा सकता है किसी भी स्टैक ऑपरेशन को करने से पहले स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज़ करना सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए यदि हम स्टैक पॉइंटर को ठीक से इनिशियलाइज़ नहीं करते हैं तो यह स्टैक पॉइंटर कुछ कचरा स्थान की ओर इशारा कर सकता है और फिर यह पुश पॉप मनमाने ढंग से कुछ मेमोरी लोकेशन को संशोधित करेगा तो क्या किया जायें इसलिए किसी भी पुश पॉप ऑपरेशन को करने से पहले प्रोग्राम को पहले इस स्टैक पॉइंटर को सेट करना चाहिए और यह प्रोग्राम की शुरुआत में किया जा सकता है बाद में जब यह पुश पॉप ऑपरेशन कर रहा है क्योंकि प्रोग्राम ने इसे ठीक से सेट किया है तो यह उम्मीद की जाती है कि यह किसी भी महत्वपूर्ण प्रोग्राम और डेटा भागों को भ्रष्ट नहीं करेगा तो यहां MOV SP0x40hex 40 hex का मान स्टैक पॉइंटर में डाल दिया जाएगा तो स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज़ किया जाता है फिर 0x55 पुश करें तो क्या होता है पहले इस स्टैक पॉइंटर को अपडेट किया जाता है स्टैक पॉइंटर को 1 से बढ़ा दिया जाता है फिर मेमोरी लोकेशन स्टैक पॉइंटर को 55 x मान मिलता है वास्तव में क्या होता है चूंकि स्टैक पॉइंटर 40 पर है इसलिए मेमोरी लोकेशन 41 को मेमोरी लोकेशन 55 का कंटेंट मिलेगा तो यह फिर से 2 मेमोरी स्थानों के बीच डेटा स्थानांतरित करने का एक तरीका है इसलिए मेमोरी लोकेशन 55 से हम डेटा को मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं अन्य अनुदेश जो हमारे पास है वह पॉप निर्देश है तो आप फिर से कुछ पते का उल्लेख कर सकते हैं या आप इन विशेष रजिस्टरों का उल्लेख कर सकते हैं तो पॉप बी बी को स्मृति स्थान 55 का मान मिलता है इसलिए आप देखते हैं कि आप केवल पॉप या पुश करने के लिए रैम या SFR रजिस्टर निर्दिष्ट कर सकते हैं इसलिए हम अक्सुमुलेटर के साथ पुश पॉप निर्देश का उपयोग कर सकते हैं अतः हमें acc का प्रयोग करना चाहिए न कि A का इसलिए A का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे एक रजिस्टर के रूप में माना जाता है लेकिन acc को एक विशेष फ़ंक्शन रजिस्टर के रूप में माना जाता है तो आप सीधे उन रजिस्टरों के लिए मेमोरी एड्रेस निर्दिष्ट कर सकते हैं तो पुश A अमान्य है पुश r0 अमान्य है पुश r1 अमान्य है इसलिए मैं इस तरह के रजिस्टरों का उल्लेख नहीं कर सकता हम लिख सकते हैं जैसे पुश अक्सुमुलेटर पुश acc पुश psw पुश B पुश 13x पुश 0 तो ये सब किया जा सकता है या आप विशेष रजिस्टर संख्या जैसे पुश 0e0hex के संदर्भ में भी लिख सकते हैं तो यह पुश acc के समान ही है तो पॉप 0f0hex यह वही है जैसा कि आप जानते हैं कि यह पॉप B इसलिए यह किसी प्रकार की सुविधा के लिए है तो एक अन्य प्रकार का डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है जिसे एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है तो 2 बाइट्स के मूल्यों का आदान प्रदान करता है XCH a 30 hex तो मेमोरी लोकेशन A की सामग्री को मेमोरी लोकेशन 30 के साथ एक्सचेंज किया जाएगा और फिर से वही बात है कि इन सभी निर्देशों में A हिस्सा तय है तो XCH A तो यह हिस्सा तय हो गया है तो केवल दूसरी चीज को निर्दिष्ट किया जा सकता है तो आप XCH A R0 की तरह कह सकते हैं तो A को R0 द्वारा इंगित मेमोरी लोकेशन के साथ एक्सचेंज किया जाएगा एक विशेष संस्करण XCHD है तो यह विनिमय अंक है तो केवल 4 बिट्स का आदान प्रदान किया जाता है तो इस निचले क्रम में 4 बिट्स का आदान प्रदान किया जाएगा जैसे A और R0 के बीच इस निचले क्रम में 4 बिट्स का आदान प्रदान होगा तो यह विशेष रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन के लिए कई मामलों में उपयोगी है इसलिए इस प्रकार के विनिमय निर्देश उपयोगी होते हैं विशेष रूप से जब हम कहने को लागू करने जा रहे हैं कि प्रकार के सिंक्रनाइज़ेशन प्राइमेटिव्स तब डेटा के इस प्रकार का आदान प्रदान उपयोगी होगा बहुत शक्तिशाली विशेषता है जो इस 8051 माइक्रोकंट्रोलर की है उस मामले के लिए अधिकांश माइक्रोकंट्रोलर हम देखेंगे कि इसे यह बिट एड्रेसबिलिटी मिली है और यह इसे शक्तिशाली बनाता है क्योंकि कई बार हम करते हैं कि हमें अलग अलग बिट्स को एक अलग तरीके से सेट करना होगा तो तदनुसार मुखौटा पैटर्न बनाना और बिट्स को उस तरह से सेट करना तो इसके लिए बड़ी मात्रा में कोड की आवश्यकता होती है और हो सकता है कि हमने सिर्फ यह कहा हो कि नंबर को छोड़ दिया जाए या फिर उचित पैटर्न पर आने के लिए बाएं या दाएं शिफ्ट करें तो उन सबसे बचा जा सकता है और हम मूल्यों को डालने के लिए अलग अलग बिट्स को सीधे एक्सेस कर सकते हैं तो यह बिट ओरिएंटेड डेटा ट्रांसफर यह व्यक्तिगत बिट्स के बीच ट्रांसफर होता है तो यह कैरी C जो सिंगल बिट के रूप में उपयोग किया जाता है इसे सिंगल बिट अक्सुमुलेटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और यह रैम बिट 20 से 2F है इसलिए वे सभी बिट एड्रेसेबल हैं जैसे हमारे पास MOV C P00 हो सकता है तो यह पोर्ट 0 का बिट नंबर 0 कैरी फ्लैग पर आएगा फिर यह 67 हेक्स इसे कैरी फ्लैग में ले जाया जा सकता है यह 2Ch7 तो यह उस बिट 67 hex के समान है तो बिट संख्या 67x और ये 2Ch7 वे समान हैं इसलिए वे कैरी फ्लैग में आएंगे इसलिए हम डेटा ट्रांसफर के लिए इन बिट ओरिएंटेड निर्देशों का उपयोग कर सकते हैं अब विशेष फ़ंक्शन रजिस्टर जो बिट एड्रेसेबल हैं तो आप देखते हैं कि यदि आप पैटर्न को देखते हैं जैसे कि यह P0 तो TCON कहते हैं तो वे बिट पते योग्य हैं अन्य नहीं हैं आप देखते हैं कि जो पते 0 या 8 के साथ समाप्त होते हैं वे 80 88 90 98 की तरह बिट एड्रेसेबल होते हैं इसलिए वे बिट एड्रेसेबल हैं और सभी 4 समानांतर IO पोर्ट हैं वे भी बिट एड्रेसेबल हैं तो P0 P1 P2 P3 वे बिट एड्रेसेबल हैं और यह रजिस्टर जो 8 या 0 के साथ समाप्त होता है जो 8 से विभाज्य है इसलिए वे सभी बिट एड्रेसेबल हैं अगला हम डेटा प्रोसेसिंग निर्देशों पर गौर करते हैं कई डेटा प्रोसेसिंग निर्देश हैं 8051 में ऐड सबट्रेक्ट इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट गुणा डिवाइड दशमलव एडजस्ट जैसे इसलिए हमारे पास पर्याप्त निर्देश जैसे कि ADD A byte हो सकते हैं और परिणाम को A रजिस्टर में डाल सकते हैं आगे हमारे पास ADDC A बाइट है इसलिए यह निर्देश बाइट को कैरी के साथ जोड़ता है और परिणाम को A रजिस्टर में सेव करता है फिर बारौ निर्देश के साथ घटाना SUBB है तो इस तरह से हमारे पास कई ऐसे निर्देश हो सकते हैं तो आप उनमें से कुछ को देखेंगे जैसे ADD A Byte A को a प्लस byte और ADC AByte मिलता है A को A प्लस बाइट प्लस C मिलता है ये निर्देश PSW के 3 बिट्स को प्रभावित करेंगे जैसे कि यह कैरी बिट C CY ऑक्सिलिआरी बिट और ओवरफ्लो बिट को प्रभावित करेगा इसलिए यदि C एक के बराबर है यदि ऐड का परिणाम FF से अधिक है इसी तरह ऑक्सिलिआरी कैरी 1 होगा अगर बिट 3 से बिट 4 तक कैरी है तो अगर nibble के बाद कैरी होता है तो यह बिट एक पर सेट हो जाएगा यह overflow सेट किया जाएगा यदि 7 से बिट से बाहर आने वाला एक overflow कैरी है लेकिन बिट 6 से नहीं तो बिट 7 से कैरी आउट है लेकिन बिट 6 या इसके विपरीत से नहीं तो ओवरफ्लो झंडा सेट किया जाएगा तो ये ऐसे निर्देश हैं जो PSW रजिस्टर को प्रभावित करेंगे जैसे ऐड कैरी ओवरफ्लो और ऑक्सिलिआरी कैरी को प्रभावित करता है ADDC फिर से उन सभी को प्रभावित करता है अब कुछ दिलचस्प चीजें जो हमें मिली हैं वह कई गुणा निर्देश है जो कैरी को 0 पर सेट करेगा और ओवरफ्लो प्रभावित होगा लेकिन दूसरा नहीं इसी तरह विभाजन कैरी फ्लैग को 0 पर सेट करेगा और यह ओवरफ्लो फ्लैग को प्रभावित नहीं करेगा लेकिन अक्सुमुलेटर को भी नहीं फिर SETB कैरी जैसा कि नाम से पता चलता है कि कैरी को एक पर सेट किया जाना चाहिए इसी तरह clear कैरी कैरी बिट 0 बना देगा कॉम्प्लीमेंट कैरी कैरी बिट के वर्तमान मूल्य का कॉम्प्लीमेंट होगा फिर हमें AND लॉजिक C बिट मिल गया है यह कैरी के साथ ANDed होगा इसलिए यदि यह बिट 0 है तो यह क्लियर कैरी होगा इसलिए यदि यह बिट एक है तो यह पिछला मूल्य जारी रहेगा आप कुछ बिट संख्या का उल्लेख कर सकते हैं जिसके साथ कैरी AND'ed होगा तब हमें यह MOV C बिट मिला है इसलिए हम इन निर्देशों को देखेंगे अब इसके अतिरिक्त उदाहरण जैसे MOV A3Fh और फिर ADD AD3h तो इसका मूल्य क्या होगा इसलिए अगर हम इसे जोड़ते हैं तो यह इस तरह होगा अब यह कैरी को प्रभावित करेगा और 1 के बराबर और 0 के बराबर OV करेगा 2 के कॉम्प्लीमेंट अंकन में हमें ये नंबर मिले हैं यह 7F है और यह 80 है तो 80 128 है और यह संख्या 7F 127 है यदि आप जोड़ते हैं तो परिणाम 1 होना चाहिए तो बाइनरी नोटेशन में यदि हम 1 1 1 1 जैसे जोड़ करते हैं फिर हेक्साडेसिमल जोड़ FF के बराबर है जो 1 है तो इसी तरह अगर यह 127 है और यह 115 है तो यदि आप इसे जोड़ते हैं तो एक अतिप्रवाह होगा क्योंकि यह मान 242 8 बिट 2 के कॉम्प्लीमेंट प्रारूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है इसलिए एक अतिप्रवाह है और इसी तरह हमें 113 का ऋणात्मक मिल गया है इसलिए इसे 45 के इस ऋणात्मक कोड की तरह कोडित किया गया है फिर से एक अतिप्रवाह होगा क्योंकि हम वहां संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर हम यह कहते हैं कि यह सकारात्मक है और यह नकारात्मक है इसलिए जोड़ घटाव करने के बाद कोई अतिप्रवाह नहीं है तो इस तरह हम कैरी ऑक्सिलिआरी कैरी और ओवरफ्लो झंडे को प्रभावित करने के लिए अलग अलग परिणाम हो सकते हैं अब मान लें कि हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जो यह Z XY होगा इसलिए यह 78 hex और 79 hex स्थानों को जोड़ देगा और उन्हें रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन 7A में डाल देगा तो हम क्या करें इसलिए हम 3 स्थिरांक X Y और Z को परिभाषित करते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि यह EQU बराबर है तो यह एक कोडांतरक निर्देश है जो कोडांतरक को बताता है कि मेरे प्रोग्राम में जहां भी मैं X लिख रहा हूं आपको इसे 78 से बदलना चाहिए इसलिए यह एक स्थिर संख्या है तो इस तरह इसका मतलब है कि assembly स्थान 0 0 hex पर शुरू होगी इसलिए जब इस प्रोग्राम को लोड किया जाता है तो पहला निर्देश लजमप मेन स्थान 0 0 hex पर होगा इसलिए यदि आप मेमोरी मैप को देखते हैं तो यह स्थान 0 0 0 0 पर इस तरह होगा यह निर्देश लजमप मेन डाल देगा अब मेन के लिए यह इससे पहले है कि हमें यह org 100 मिल गया है इसलिए स्थान पर 0100 से मेरा वास्तविक प्रोग्राम शुरू होता है इसलिए वहां मुझे यह MOV X मिला है और ये सभी कोड वे इसी बिंदु से शुरू कर रहे हैं इसलिए जब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं तो सिस्टम को 0100 स्थान पर जाना चाहिए इसलिए assembler जब वे ऑब्जेक्ट कोड उत्पन्न कर रहे हैं तो यह इस तरह से करेगा स्थान 0 0 0 0 पर यह निर्देश लजमप 0100 डाल देगा स्थान 0 1 0 0 पर यह प्रोग्राम के इस टुकड़े के लिए कोड डाल रहा होगा इसलिए जब प्रोग्राम वास्तव में निष्पादित किया जाएगा तो हम प्रोसेसर को रीसेट करते हैं PC 0000 होगा तो यह इस निर्देश पर आएगा और यह इस निष्पादित लजमप 0100 को बना देगा परिणामस्वरूप यह इस बिंदु से निष्पादित करना शुरू कर देगा तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं तो पहले हम X की सामग्री को आगे बढ़ा रहे हैं MOV A 78 hex इसलिए memory स्थान 78 की सामग्री A पर आ जाएगी फिर ADD A Y मेमोरी लोकेशन 79 की सामग्री A में जोड़ दी जाएगी और फिर MOV Z A मेमोरी अक्सुमुलेटर की सामग्री को memory स्थान 7a hex में ले जाएगा तो इस तरह से इस प्रोग्राम को निष्पादित किया जाएगा तो अगले हम थोड़ा और अधिक जटिल संस्करण में देखते हैं जहां यह XYZ ये संख्या 16 बिट संख्या है इसलिए 8 बिट संख्या होने के बजाय वे 16 बिट संख्या हैं लेकिन 8 0 5 1 केवल 8 बिट जोड़ देगा तो हमें सावधान रहना होगा कि 1 चरण से अगले चरण तक इसलिए उस कैरी को प्रचारित किया जाना चाहिए व्यक्तिगत स्थान 16 बिट हैं संख्या X 16 बिट है इसलिए हम मानते हैं कि स्थान 78 hex पर हमें X नंबर मिला है इसलिए स्थान 78 और 79 वे X का मान रखेंगे फिर 7A और 7B Y का मान रखेंगे और ये 7C और 7D Z के अनुरूप होंगे इसलिए यह XY और Z हम उनके पते को 78 79 7A 7B 7C और 7D के रूप में परिभाषित कर रहे हैं अब हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वह इस प्रकार है हमें Xकी सामग्री A रजिस्टर में मिलती है तो पहले बाइट 78 सामग्री A रजिस्टर में आती है इसलिए यदि यह स्थान 78 है और यह स्थान 79 है तो अब चूंकि इंटेल इस सम्मेलन का पालन करता है कि उच्च क्रम बाइट उच्च क्रम पते पर होगा इसलिए यहां मुझे X का निचला हिस्सा मिला है और अगले स्थान पर मेरे पास इसका उच्च हिस्सा होगा तो पहले निचले बाइट्स को जोड़ना होगा तो स्मृति स्थान की 78 सामग्री A पर आती है फिर ADD A Y मेमोरी लोकेशन 7A की सामग्री को अक्सुमुलेटर के साथ जोड़ देगा और परिणाम जो भी हो कि हम स्थान 7 C hex पर भंडारण कर रहे हैं फिर मेमोरी लोकेशन X प्लस 1 यानी X की सामग्री 78 है तो 78 प्लस 1 यानी 79 तो मेमोरी लोकेशन 79 की सामग्री A में आ जाएगी और फिर हम रजिस्टर A के साथ मेमोरी लोकेशन Y1 7 b की सामग्री जोड़ देंगे यहां ऐड का उपयोग करने के बजाय हम ADC का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि पहले कुछ कैरी जनरेट हुए होंगे और उस कैरी को जोड़ना होगा क्योंकि हमें 16 बिट नंबर मिले हैं हमने अभी इस निचले क्रम बाइट को जोड़ा है यहाँ से एक कैरी जनरेट हो सकता है इसलिए अगले चरण में उस कैरी को जोड़ना होगा तो इसीलिए इस ADC का उपयोग किया जाता है तो यह ADC निर्देश A और Y1 मेमोरी लोकेशन को जोड़ देगा और कैरी को भी जोड़ा जाएगा और रिजल्ट को मेमोरी लोकेशन Z प्लस 1 पर स्टोर किया जाएगा जो कि लोकेशन 7 D है जो कि उच्च ऑर्डर बाइट है तो यह उच्च आदेश पते पर जाएगा तो अगले आप सबस्ट्रक्शन निर्देश देखें SUBB को बारौ के साथ घटाएं तो यह SUBB A0x4F जैसा कह रहा है तो यह क्या करेगा तो अक्सुमुलेटर को A माइनस 4F माइनस C मिलेगा लेकिन हमारे पास कोई SUB निर्देश नहीं है इसलिए कोई निर्देश नहीं है जहां यह B नहीं है आपके पास कोई निर्देश नहीं है जहां यह B अनुपस्थित है हालांकि जोड़ने के लिए हमें ADD और ADC मिला है लेकिन यहां हमारे पास कुछ भी नहीं है इसलिए जब भी आप सबस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो हमें सावधान रहना होगा कि हम पहले कैरी को साफ करें इसलिए किसी भी घटाव संचालन को करने से पहले हमें पहले कैरी को साफ़ करना होगा और फिर हमें बारौ के साथ घटाना पसंद करना होगा फिर हमें INC A में इन्क्रीमेंट और डिक्रीमेंट जैसे निर्देश मिले हैं यह इंक्रीमेंट A करता है उसके बाद INC byte बाइट इंक्रीमेंट करता है INC DPTR यह डेटा पॉइंटर को बढ़ाता है इसी तरह से आपको डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन मिला है इसलिए इन्क्रीमेंट और डिक्रीमेंट निर्देश वे कैरी फ़्लैग को प्रभावित नहीं करते हैं इसलिए यह 8085 के मुकाबले एक अंतर है जहां वे कैरी फ्लैग को प्रभावित कर रहे थे लेकिन वे 0 ध्वज को प्रभावित करेंगे लेकिन वे कैरी फ्लैग को प्रभावित नहीं करेंगे इसलिए हमारे पास एक और दिलचस्प बात यह है कि हम केवल उस डेटा पॉइंटर को बढ़ा सकते हैं लेकिन हम डेटा पॉइंटर को घटा नहीं सकते इसलिए यदि आपके बाहरी संग्रहण में कोई सरणी है और आप कहते हैं कि DPTR इस ओर इशारा कर रहा है तो क्रमिक स्थानों तक पहुँचने के लिए आप DPTR को अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं लेकिन यदि आप ऊपर की ओर जाना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है तो आप इसे कम नहीं कर सकते DPTR मान तो उस उद्देश्य के लिए आपको उस DPL रजिस्टर का उपयोग करना होगा तो आप डीपीएल को बढ़ाएँ या घटाएँ कर सकते हैं लेकिन जब आप एक जोड़ी का उपयोग कर रहे हैं तो आप यह काम नहीं कर सकते इसलिए अगला हम 16 बिट शब्द को बढ़ाने के उदाहरण में देखते हैं हम मानते हैं कि 16 बिट शब्द युग्म r3 r2 में संग्रहीत है तो r3 को उच्च ऑर्डर बाइट मिला है और r2 को निचला ऑर्डर बाइट मिला है तो पहले हम r2 की सामग्री को A रजिस्टर में प्राप्त करते हैं और ADD A1 करते हैं हम इंस्ट्रक्शन निर्देश का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि यह कैरी फ़्लैग को प्रभावित नहीं करता है लेकिन चूंकि यह 16 बिट addition है इसलिए हम चाहते हैं कि कैरी जनरेट किया जाना चाहिए इसलिए जब आप जोड़ रहे हैं तो इस कैरी को उत्पन्न किया जाना चाहिए ताकि इस कैरी को इसके अलावा अगले चरण में प्रचारित किया जा सके इसीलिए इस वृद्धि को करने के बजाय हम इस ऐड का उपयोग करते हैं तो परिणाम हम r2 रजिस्टर में जमा कर रहे हैं और r 2 रजिस्टर मान बढ़ जाता है और फिर हमें करना पड़ता है तो यह कुछ कैरी जनरेट कर सकता है तो तब r3 मान को इस रजिस्टर पर ले जाया जाता है फिर addc a 0 जोड़ें तो यह हमारे पास पहले से ही r3 होगा और यदि कुछ कैरी जनरेट हुआ है तो उस कैरी को जोड़ा जाएगा और चूंकि r2 पहले से ही जोड़ा गया है इसलिए हमारे पास इस r 2 को फिर से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है तो इस तरह से हम इस A मान को r3 में ले जाना चाहते हैं इसलिए इस r2 r3 जोड़ी को बढ़ाया जाता है और r2 को 1 से बढ़ा दिया जाता है अगर एक कैरी जेनरेट किया गया है जो कैरी के साथ जोड़ा जाता है r3 की सामग्री जो इस प्रोग्राम को निष्पादित कर रही है तो इन तरीकों से अगर आप 16 बिट ऑपरेशन कर रहे हैं इसलिए कई बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन का उपयोग करने के बजाय हमें प्रोग्राम को ले जाने के लिए इस add निर्देश या सबट्रेक्ट इंस्ट्रक्शन का उपयोग करना पड़ता है